इस सत्र में आपका स्वागत है आज के सत्र में हम लोग अभियंताओं के नेतृत्व के तरीके पर मुख्य रूप से केंद्रित होने जा रहे हैं क्योंकि हम यह समझते हैं कि अगर हम अभियंता हैं और हमारे पास एक पेशेवर ज्ञान है तो यह जरूरी हो जाता है और यह इस बात का महत्व को बढ़ा देता है कि हमें कुछ पेशेवर नैतिकता का पालन करना चाहिए परंतु जब अंत में हम किसी संस्था के एक कनिष्ठ अभियंता के रूप में हिस्सा बनते हैं और तब धीरे धीरे आप उस संस्था में एक नेतृत्व के स्थान तक पहुंचते हैं तब आखिरी सत्र में हम यह देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में हम विवादों पर चर्चा करेंगे जैसे प्रबंधक और अभियंता के बीच कई तरह की राय या विचार होते हैं और ऐसी परिस्थितियों में अभियंता को क्या करना चाहिए यह जो केस हम जहां पर चर्चा कर रहे थे जब हम यह लेकर चल रहे थे कि अभियंता शायद जिन्हें हम यहां पर सामने रखते हैं कि वह निर्णय लेने के किरदार में नहीं है परंतु एक अभियंता किसी संस्था की सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर तक पहुंचता है और हो सकता है कि वह कुछ निर्णय संस्था या किसी प्रोजेक्ट के लिए ले या यह निर्णय लेगी कैसे विचार को आगे बढ़ाया जाए यह सिर्फ खाली तकनीकी ज्ञान से संबंधित नहीं है परंतु यह मनुष्य प्रबंधन से भी संबंधित है कि कैसे आपका ज्ञान लोगों के बारे में है और यह आपका इंसानी कौशल है और यह आपका रणनीतिक निर्णय होता है जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचते हैं तो आप निर्णय बनाने के नियमों के साथ ज्यादा शामिल हो जाते हैं जहां आप की तकनीकी जानकारी के साथ साथ आपके किसी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता आप सही निर्णय ले सके इसके लिए आपको मनुष्य कौशल और रणनीतिक निर्णय कौशल की आवश्यक होती है एक समग्र निर्णय लेना जो कि फायदेमंद हो जो सभी हित धारकों के लिए फायदेमंद हो जो भी इसमें शामिल है इस चीज को दिमाग में रखते हुए की एक कनिष्ठ अभियंता की यात्रा आगे बढ़ेगी जब आप एक संस्था में एक कनिष्ठ अभियंता के दौर में प्रवेश करते हैं और आप का कर्मचारी जीवन चक्र आपके जीवन में आगे बढ़ता है और अगर आप संस्था में ऊपर तक जाते हैं तो कुछ भूमिकाएं हैं जिनकी आवश्यकता आपके सामने आएगी और आपका निर्णय लेने की भूमिका अधिक हो जाएगी तो नेतृत्व आप की महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है और नेतृत्व के साथ निर्णय लेना विकसित होता है तो कुछ निर्णय होते हैं जहां पर आपको अपने हित धारकों को प्राथमिकता देनी होती है और तब आपको इस बात की आवश्यकता होती है कि आप कोई नहीं योजना को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करें ताकि आपके संस्था का विकास हो सके तो इन अलग अलग तरह की चीजों की आपसे आवश्यकता होगी तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए यहां पर हम लोग इस खास मॉड्यूल में चर्चा करेंगे हम नेतृत्व के तरीके पर चर्चा करेंगे और नैतिक व्यवहार के बारे में अभियंता के परिपेक्ष में बात करेंगे तो चलिए देखते हैं इस मॉड्यूल में क्या है इस मॉड्यूल की रूपरेखा आपको नेतृत्व के सर से परिचय कराएगी और एक नेता के क्या गुण होते हैं नेता और मैनेजर के मध्य पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व की क्षमताएं नेतृत्व के प्रकार व्यवहार संबंधी नेतृत्व के अर्थ एवं सार नैतिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक नेतृत्व की सुलभता पर चर्चा का परिचय इस मॉड्यूल की रूपरेखा में आपको देखने को मिलेगा परिवर्तनकारी नेतृत्व की परिभाषा और परिवर्तनकारी नेतृत्व की मूल विशेषताएं और परिवर्तनकारी नेतृत्व की सुलभता नैतिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे नेतृत्व को सशक्त करना और सशक्त नेतृत्व के महत्वपूर्ण लक्षण सशक्त नेतृत्व का नैतिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए सुलभता पर चर्चा करेंगे विश्वसनीय नेतृत्व और विश्वसनीय नेतृत्व का सार और नैतिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए अनुकूलता पर चर्चा करेंगे नैतिक नेतृत्व और उच्च नैतिक नेतृत्व की आदत एवं तब हम इनमें से कुछ शैलियों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे की नेतृत्व क्या है और प्रबंधक एवं नेता में क्या फर्क है तो नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नेता एक व्यक्तियों के समूह को प्रभावित करता है और किसी एक निश्चित लक्ष्य पर पहुंचता है तो यह एक व्यक्तिगत है जो व्यक्तिगत लोगों के समूह को प्रभावित करता है और किसी सामान्य खास लक्ष्य तक पहुंचता है और नेता एक व्यक्ति होता है जो समूह में दूसरे लोगों को अधिक प्रभावित करता है तो जब आप किसी नेता के बारे में बात करें तो हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं जब आप नेतृत्व की बात कर रहे होते हैं तो हम एक प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम लेन देन के बारे में बात कर रहे हैं जब हम नेतृत्व के सार के बारे में बात करते हैं तो हमें इसे समझना होता है जब हम नेतृत्व की बात करते हैं तो यह कोई खास चीज नहीं है जोकि किसी खास नेता की विशेषताएं या गुण हो परंतु यह एक लेन देन वाली घटना है जो वहां पर घटित हो रही है और यह नेता और उसके अनुयायियों के बीच में घट रही है तो और यह एक प्रभावित करने का मुद्दा है तो जब आप नेतृत्व की बात करते हैं तो दो समूह होते हैं एक नेता और दूसरा उनके अनुयाई अब तक हम लोग कई तरह की परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे थे जहां पर अभियंता एक अनुयाई की भूमिका में थे और वहां पर उनके साथ कुछ भ्रम की स्थिति आ थी और शायद अपनी राय को लेकर विवाद भी नेता और अभियंता के बीच में था परंतु अब हम जो चर्चा करेंगे उसके अनुसार वह कौन से तरीके हैं जो नेतृत्व करने के रास्ते या किसी खास चीज को करने के तरीके को बताते हैं और जिसके कारण जब कोई अनुयाई निश्चित तौर पर नेता हो जाता है तब वह कौन सी खास परिस्थितियां हैं वह कौन सी भूमिकाएं हैं जिन का एक व्यक्ति पालन पोषण करता है जो सभी हित धारकों के लिए लाभदायक होती हैं मन में सुरक्षा एवं बचाव और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता मूल रूप से होती है तो जब आप नेतृत्व की बात करते हैं तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह समझे कि हम एक प्रभाव की बात कर रहे हैं हम एक समूह की बात कर रहे हैं और नेतृत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलग रहकर की जा सके हम यह बात कर रहे हैं कि संस्था के सामान्य लक्ष्यों पर ध्यान देना तो अगर कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्तिगत विवाद में अपने हित पर प्रभावित हो रहे हो अगर नेता के अपने खुद के कुछ लक्ष्य हैं और अनुयायियों के अपने लक्ष्य हैं जो नेता के लक्ष्यों से मेल नहीं खाते हैं और हो सकता है कि संस्था के खुद के अपने अलग लक्ष्य हो तो यह नेतृत्व लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएगा संस्था के लक्ष्यों को भी नेता के व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ में गठबंधन करना और उनके अनुयायियों के सामूहिक लक्षणों के साथ भी गठबंधन करना होता है तो जब यह सब चीजें एक साथ आती हैं तब हम इसे उचित नेतृत्व शैली कह सकते हैं हमारे नेताओं के नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण गुण एवं विशेषताएं जैसे इनमें गैर जबरदस्त प्रभाव आप प्रभाव की बात करते हैं तो हम उसे पसंद नहीं करते हम धमकी के द्वारा दिए गए प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं तो यह एक नेतृत्व जनित गैर जबरदस्त प्रभाव है और यह हमेशा लक्ष्य केंद्रित होता है इसे अनुयायियों की आवश्यकता होती है अगर कोई नेतृत्व करना चाहता है अब उस को मानने वाले अनुयाई होने चाहिए और निश्चित तौर पर ऐसा होता है कि कभी कभी नेता अपने अनुयायियों से भी प्रभावित होता है तो यह खाली नेता ही नहीं है जो अपने अनुयायियों को प्रभावित करता है अनुयाई भी समान रूप से अपने नेता को प्रभावित कर सकते हैं तो जब आप नेता के बारे में बात कर रहे होते हैं तो दूसरा परिभाषित शब्द जो उसके साथ साथ दिमाग में आता है जोकि प्रबंधक से संबंधित है तो कभी कभी आप यह महसूस करते हैं कि क्या नेता और प्रबंधक दोनों समान हैं या उनमें कोई अंतर है और अगर ऐसा है तब वह अंतर कहां है तो जब आप एक नेता के बारे में बात करते हैं तो यह मूल रूप से दूरदर्शिता से संबंधित है जो यह कोशिश करते हैं कि संस्था को नेतृत्व करते हुए कहां ले जाना है और संस्था के मिशन को स्थापित करना है परंतु जब आप एक प्रबंधक के बारे में बात करते हैं तब प्रबंधक के ऊपर उस मिशन को दूसरों के द्वारा क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व होता है तो नेता आम तौर पर रास्ता दिखाते हैं तो भविष्य के लिए देखते हुए दिशा निर्देश स्थापित करते हैं तो समझ के लिए यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर अभियंता वास्तव में अपनी टीम को एक नैतिक नेता की तरह रास्ता दिखाते है और कुछ नैतिक अभ्यास भी करते हैं स्वयं को उदाहरण बनाकर नेतृत्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वह एक दृष्टि को स्थापित करता है जिसका दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं एक प्रबंधक का कार्य है कि वह इस बात का अभ्यास करें कि कैसे जो दृष्टि नेता ने बनाई है उसे प्राप्त कर सके तो जब प्रबंधक का कार्य उस दृष्टि को संपादित करना है तो नेता का दृष्टि दूर तक जाना उसे अभ्यास करना और कार्यान्वित करना है तो जब हम केवल तुलना का सारांश बनाते हैं तो प्रबंधक का कार्य प्रबंधन करना और एक नेता का कार्य नई खोज करना है तो एक प्रबंधक आमतौर पर यह प्रश्न पूछता है कैसे और एक नेता आम तौर पर यह प्रश्न पूछता है कि क्या और क्यों तो नेता का सारा केंद्र लोगों पर होता है और एक प्रबंधक का सारा ध्यान प्रणाली पर होता है प्रबंधक में यह होता है कि चीजों को सही तरह से करें और नेता के लिए महत्वपूर्ण है कि सही चीज करें नेता के लिए यह विकसित करना है और क्यों को विकसित करना नियमों को विकसित करना और लोगों को विकसित करना और प्रबंधक का कार्य होता है इन्हें बनाए रखना तो जब हम नेताओं के बारे में बात करते हैं तो प्राथमिक चीज विश्वास को प्रेरित करना होती है और प्रबंधक के लिए इन सब चीजों को नियंत्रित रखना प्राथमिकता होती है जब आप नेताओं के बारे में बात करते हैं तो दूरदर्शी पहलू पर बात करते हैं और जब आप प्रबंधक के बारे में बात करते हैं तो वह निकटवर्ती पहलू पर बात होती है नेता यथा पूर्व स्थिति को चुनौती दे सकते हैं जबकि प्रबंधक को यथास्थिति को स्वीकार करना होता है नेता आम तौर पर उत्पन्न होते हैं जबकि प्रबंधक प्रारंभ करते हैं तो नेता अपनी आंखों को क्षितिज पर जमाए रखते हैं और प्रबंधक हमेशा जमीनी स्तर पर निगाह बनाए रखते हैं नेताओं के अपने खुद के लोग होते हैं और अनुकरण करने वाले प्रबंधक अच्छे सैनिक की तरह अनुकरण करते हैं नेताओं में स्वाभाविक ता होती है और प्रबंधक नकल करते हैं तो ऐसा नहीं है जो महसूस हो रहा है कि प्रबंधक कभी कभी दूसरे स्थान पर नजर आते हैं नेता कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और प्रबंधक उनके आदेश को पूरा करते हैं या यह देखते हैं कि उसे कैसे संपादित करना है एहसान है नहीं अगर कोई दूसरे से कम महत्वपूर्ण है परंतु दोनों का केंद्र अलग अलग है जब आप नेताओं की बात कर रहे होते हैं तो उनका दृष्टिकोण वाला हिस्सा अधिक महत्वपूर्ण होता है और यह लोगों के लिए होता है तो यह विकसित करना नहीं है यह तो भविष्य के लिए अधिक है तो संस्थाओं को कैसे देखा जाए जब वह इसे चाहती हैं परंतु जब हम कोई दृष्टि या विजन देखते हैं तो यह बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसे आगे लाया जाए और वह भी बिना किसी के द्वारा संपादित करके किसी को इसे अभ्यास और लागू करना होगा तो वह भाग सिर्फ प्रबंधक के द्वारा ही होगा तो समान रूप से नेता और प्रबंधक दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे पास सिर्फ प्रबंधक हैं और नेता नहीं है तब हम खाली भविष्य के बारे में सोचते हैं और तब कौन वर्तमान का ख्याल रखेगा परंतु अगर आपके पास खाली प्रबंधक ही होंगे और नेता नहीं होंगे तब वर्तमान का ख्याल कौन रखेगा और हम चीजों को दिलचस्प आधार पर कर रहे हैं परंतु तब लंबे समय की दूरदृष्टि कहां है जहां आप देखना चाहते हैं और आपकी अपनी संस्था जा रही है आप कहां अपना ध्यान केंद्रित करेंगे की कैसे लोगों को नेतृत्व प्रदान करें कैसे समाज के साथ एक संपर्क स्थापित करें कैसे साथ साथ विश्वास को बनाएं तो प्रबंधक के गुणों एवं नेता की क्षमताओं में एक तालमेल होना चाहिए जिसे एक संस्था को सही तरह से दौड़ने के लिए आवश्यकता होती है और इसके नैतिक व्यवहार के लिए भी हम दूर दृष्टि हो सकते हैं परंतु इसे क्रियान्वित करने के लिए हमें दिन प्रतिदिन होने वाली परिचालन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है तो अगर आप एक मेट्रिक व्यक्ति बनना चाहते हैं तब हमारे पास एक सपना हो सकता है हमारे पास एक दृष्टि हो सकती है परंतु यह हमारी संस्था की प्रणाली में स्थापित होनी चाहिए तो जब वह हो जाती है तब दोनों नेता और प्रबंधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहां पर हम नेतृत्व के तरीके पर केंद्रित हो रहे हैं क्योंकि आखिरी सत्र में हमने प्रबंधक का संस्थान में क्या भूमिका है इस पर काफी विस्तृत चर्चा की है और प्रबंधक की भूमिका नैतिक व्यवहार को लेकर भी की है क्योंकि हमने यह चर्चा की थी और अभियंता की भूमिका एक प्रबंधक के तौर पर और अभियंता की भूमिका एक सलाहकार के रूप में हम चर्चा कर चुके हैं तो यहां पर इस मॉडल में हमें अलग अलग तरह के नेतृत्व के तरीकों पर चर्चा करने जा रहे हैं तो जब आपको लोगों के साथ व्यवहार करना होता है तो आपको कुछ दूरदर्शी निर्णय लेने होते हैं जो कि संस्था से संबंधित होते हैं तब आपका क्या तरीका होगा और आप के तरीके पर आधारित आपका क्या नैतिक उन्मुखीकरण हो सकता है और आप किस पर केंद्रित होंगे और आप कैसे अपने निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे यही इस मॉड्यूल में केंद्रित होगा तो अब हम दूसरे नेतृत्व के तरीके पर अग्रसर होंगे तो इससे पहले कि हम उसके लिए आगे बढ़े दुनिया भर के नेताओं के अनुसार क्या अधिकतर महत्वपूर्ण नेतृत्व क्षमताएं हम इस पर चर्चा करेंगे तो क्षमताओं की नैतिकता में पहला यह है कि हमें मजबूत नैतिकता का प्रदर्शन करना चाहिए और सुरक्षा की भावना प्रस्तुत करनी चाहिए तो यहां जब आप सुरक्षा की बात करते हैं हो सकता है कि आप अनुयायियों की मानसिक सुरक्षा की तरफ केंद्रित हो जो वहां होते हैं तो यह सब सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण बनाने के लिए है तो एक नेता जिसके उच्च नैतिक मानक होते हैं वह इमानदारी के प्रति प्रतिबंध होता है तो मन में विश्वास होने पर दोनों वे और उनके कर्मचारी खेल के नियमों का पालन करते हैं और नैतिक व्यवहार को अधिकतर परिस्थितियों में आत्मसात करते हैं तो इससे हम यह चाहते हैं कि ईमानदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है तो और जो भी परिस्थितियां दी गई हैं उनमें हो सकता है कि हम अपने तरीके से नैतिक व्यवहार के लिए बने रहे तो यह एक प्रकार से अखंडता की भावना को बनाए रखता है यह सुरक्षा की भावना को भी प्रदान करता है और शायद यह जब अनुयायियों को बताया जाता है तो यह उन्हें एक तरह से मानसिक सुरक्षा की भावना देता है विशेष तौर पर जब आप प्रतिबद्धता से ईमानदारी की बात कर रहे होते हैं तब इसका मतलब होता है कि हम वितरण में ईमानदारी और क्या में ईमानदारी और मात्रा में भी ईमानदारी की बात कर रहे होते हैं तो हम सजा देने में भी ईमानदारी के बारे में सोच सकते हैं तो जब आप यह बात करते हैं कि आपकी संस्था एक इमानदार स्थान पर है तो यह कर्मचारियों की सुरक्षा से लेकर उनके द्वारा किए गए अभिनव विचारों तक की भावना देती है और शायद अगर संस्था में कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में सूचित करना एवं ऐसी स्थिति में उन्हें किसी प्रकार की दर की भावना नहीं आती है दूसरा बिंदु जिसमें दूसरे महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं जो कि दूसरों को अपने आप को सशक्त करने के लिए दी जाती हैं जैसे साफ दिशा निर्देश देना जब आप कर्मचारी को यह आज्ञा देते हैं कि वह अपने कार्य के समय को स्वयं ही व्यवस्थित करें और यह पाया गया है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण नेतृत्व क्षमता है तो जैसे हम छोटे नेताओं को समझते हैं कि वह सब कुछ अपने आप कर सकते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सारी संस्था में यह शक्ति दी जाए और आपको अपने निर्णय के प्रसारण के लिए यह देखिए कि कौन उसके सबसे नजदीक है तो दूसरों पर छोड़ने से और उन्हें सशक्त बनाने से यह देखिए कि कुछ निर्णय वह स्वयं कर सके और यह नेतृत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और तरह आप इन गुणों को अपने अनुयायियों में सीच सकते हैं और वह भविष्य में आपकी भूमिका को करने के लिए तैयार होते हैं तीसरी क्षमता के अनुसार संपर्क और अपनेपन को पोषित करने की भावना है तो नेता जो खुले तौर पर संवाद करते हैं और अक्सर संवाद करते हैं और खुले तौर पर सफलता या असफलता दोनों को एक साथ बनाते हैं वह एक संवाद की बहुत ही मजबूत नींव को रखता है तो यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सफलता या असफलता की भावना को एक साथ एक पैकेट के रूप में बनाना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें यह समझना होगा कि जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है जब हम हमेशा सफल ही हो कभी कभी असफलता भी मिलती है और हमें उस असफलता को स्वीकार करना होता है और उस असफलता से हम फिर से कुछ सीखते हैं और जो कदम हमने उठाए हैं उन्हें फिर से करने की और देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें हम फिर से इसमें देखते हैं तो अगर हमें असफलता नहीं मिलती है तब हम बाद में सफल नहीं हो सकते तो हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन में सफलता की ही तरह असफलता का भी स्थान है तो यह दोनों एक साथ ही आती हैं दोनों को एक साथ में शूज कीजिए तब यह हमें एक संतुलन प्रदान करती है जो चीजों को देखने के नजरिए में होता है और हमें हार से सीखने में मदद करता है और सुधारात्मक आवश्यक कदम उठाने में मददगार होता है तो एक ही तरह की गलती को हम दोबारा बार बार ना करें तो जिंदा रहने के लिए जुड़ाव बहुत जरूरी है और आपस में जोड़ने की भावना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने की समझ देती है और इसका प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ता है नए विचारों के लिए खुलापन दिखाइए और संस्थागत सीखने को प्रोत्साहन दीजिए तो हम यह समझ सकते हैं कि एक असर दायक नेता हमेशा सीखने के लिए खुले विचारों वाला होता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वह कभी भी अपने अनुयायियों से सीख नहीं सकते हैं जैसा कि हम प्रबंधक और कनिष्ठ अभियंता के बीच में विवाद की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रबंधक सही ही हो सकता है अगर उस व्यक्ति के पास पेशेवर जानकारी किसी चीज जिस पर वह कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि उससे संबंधित पेशेवर जानकारी और सभी विषय में निपुणता जो कि एक अभियंता के पास होती है और वह उनको अधिक प्रवीण तरीके से उसकी कमियों को समझने में सहायक हो सकते हैं और किसी आसन्न खतरे को समझ सकते हैं प्रणाली में कोई खालीपन को और उनके अपने कर्तव्य के हिस्से के तौर पर वह इसे प्रबंधक को सूचित कर सकते हैं तो यह हमेशा नहीं हो सकता क्योंकि वह व्यक्ति उच्च पद पर आसीन है और प्रबंधक हमेशा कुछ चीजों को समझ सकता है जो एक कनिष्ठ नहीं समझ सकता है दो अनुयायियों को किसी यथास्थिति को बनाए रखने कर रोकने से नेता उनको उनके रचनात्मक विचारों को सहयोग देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनके कार्य अभ्यास को सुधारने की सलाह दे सकते हैं तो यह उन दोनों के बीच में एक संवाद को स्थापित करता है और यह है भय रहित संवाद होता है तब अभियंता के मन में यह नहीं होता कि मेरा बॉस क्या सोचेगा अगर मैं उसको बताने जाऊंगा तो तो चीज का यह हिस्सा मैं नहीं समझ पाया हूं मैं नहीं जानता हूं वास्तव में मेरा बॉस इस पर कैसे प्रतिक्रिया या व्यवहार करने वाला है अगर मैं उसको यह बताने जाता हूं कि शायद इस चीज को इस तरह से किया जाए परंतु मैं सोचता हूं कि इसे इस तरह से और अच्छे तरीके से किया जा सकता है तो मैं वास्तव में नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरा बॉस इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा तो परंतु अगर आप एक असर दायक नेता है आप अगर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुले दिमाग के हैं तब क्या होगा एक लीडर के तौर पर आप हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहेंगे और संस्थागत सीखने को प्रोत्साहित करेंगे और अपने अनुयायियों को यथास्थिति बनाकर रखने के लिए रोकने के स्थान पर आप हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वह व्यक्ति आगे आए और ने रचनात्मक विचार राय को कार्य अभ्यास को सुधारने के लिए दें तो आपस में कर्मचारियों के लिए सीखने को प्रोत्साहित करना नेता को हमेशा पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सीखने के लिए हमेशा खुले हैं और अपने लिए सीखने की कार्यप्रणाली को बदल रहे हैं तो उसके लिए लचीलापन का हिस्सा नेताओं में बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है अगली महत्वपूर्ण चीज है विकास को सीचना तो जब नेता हमारे विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं तो वही मौलिक भावनाएं उपयोगी होती हैं कर्मचारियों को कृतज्ञता के प्रतिफल को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और निष्ठा के लिए एक कदम आगे जाते हैं तो जब डर से उत्पन्न तनाव का प्रबंधन करते हैं जो उच्च मस्तिष्क की क्रिया को खराब कर देता है तो कार्य की गुणवत्ता बृहद तौर पर अलग होती है जब आप को सराहना के लिए बाध्य कर दिया जाता है अगर आप अपनी टीम को सबसे उत्तम तरह से प्रोत्साहित करना चाहते हैं उनकी वकालत करना चाहते हैं तो उनके प्रशिक्षण और पदोन्नति में सहयोग करें और उनके लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में प्रायोजक का कार्य करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने लोगों के लिए ख्याल रखने वाला रवैया रखें तो आपके पास लोगों को सीचने का रवैया होना चाहिए और वह भी उनकी तरक्की की तरह या विकास की तरफ तो जो उन्हें अच्छे उपायों को रचनात्मक विचारों से आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि आपने उन्हें एक परिवार की तरह महसूस कराया है आपने उनके विकास के लिए ख्याल रखा है और यह मस्तिष्क की अच्छी क्रिया की ओर ले जाता है और अगर वे यह देखते हैं कि आप उनके विकास और पदोन्नति के लिए सहयोग कर रहे हैं तो वे कर सकते हैं और आप उनके लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में प्रायोजक को लाने की कर रहे हैं तो उनको इस बात का उत्तर मिल जाएगा कि अगर वे योगदान कर रहे हैं तो उसमें उनके लिए क्या है क्योंकि जैसा कि हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था कि कभी कभी लोग इसमें फंस जाते हैं भावनाओं में रुक जाते हैं कि मैं क्यों बोलूं मैं क्यों अपना योगदान दूं मैं संस्था को बताने की कोशिश क्यों करूं कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें कुछ गलत है तो मुझे क्या मिलेगा मुझे क्या फायदा होगा मुझे क्या प्रोत्साहन मिलेगा क्या मुझे इसके लिए अपमानित होना पड़ेगा तो यह सभी पांच सिद्धांत जो हमने चर्चा किया है वह नए विचारों के लिए खुले हैं एक सुरक्षित माहौल विकास को पोषित करने के लिए प्रस्तुत करना यह सब साथ में आकर काम करने से होगा ना कि अकेले रहकर परंतु हाथों हाथ सकारात्मक संस्थागत सहयोग की भावना किसी व्यक्तिगत अभियंता एक शुरुआत कर सकता है कि वह किसी चीज को सूचित करें जो कि अगर वह गलत है तो अलग रास्ते उस काम को करने के लिए बताए जाएं और इस तरह इस संस्था को आगे बढ़ाया जाए अगले सत्र में हम नेतृत्व के अलग अलग प्रकारों पर चर्चा करेंगे जो आज की तारीख तक उभर कर आए हैं जैसे लेनदेन संबंधित नेतृत्व परिवर्तनकारी नेतृत्व सशक्त बनाने वाला नेतृत्व नेतृत्व नेतृत्व विश्वसनीय नेतृत्व हमने यहां पर यह पाया है कि नेता के सभी पांच प्रकार के गुण जो हमने इस मॉड्यूल में चर्चा किए हैं वह अपने तरह से यह व्यक्त करते हैं कि अलग अलग तरह का नेतृत्व कैसा होता है और हम यह भी चर्चा करेंगे कि कैसे यह अभियंताओं के नैतिक व्यवहार में योगदान देता है हम यह भी चर्चा करेंगे कि कैसे यह शैली महत्वपूर्ण है और यह अभियंताओं के नैतिक व्यवहार में कैसे योगदान देते हैं यह सब हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे तब तक के लिए नमस्कार